एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम कोर्स ऑन लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी द्वारा प्रो दीपा दुबे राजीव गांधी बौद्धिक संपदा विधि विद्यालय आई आई खड़गपुर व्याख्यान 16 लैंगिक हिंसा भीतर और बाहर जारी नमस्ते और लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल की सुरक्षा पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने लैंगिक हिंसा की धारणा और भारतीय परिप्रेक्ष्य में लैंगिक हिंसा को समझने की कोशिश की है जहाँ यह महिलाओं के खिलाफ अलग अलग अपराधों का रूप लेती है संदर्भ समय को देखें 0032 अब हम उसके बाद घरेलू हिंसा की अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहे हैं विशेष रूप से परिवार के भीतर महिलाओं के खिलाफ और दुनिया के वर्तमान समय में महिलाओं के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है और उस संदर्भ में जो कानून विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से जिसे पारित किया गया है और प्रश्न में उस अधिनियम का अंतर्निहित अभिप्राय और उद्देश्य क्या है इसमें हम विभिन्न अधिकारों पर गौर करने की कोशिश कर रहे थे जिसकी महिला हकदार हैं और परिणामस्वरूप राहत जो अधिनियम के तहत प्रदान की गई है इसलिए वह संरक्षण आदेश की हकदार है वह अधिनियम की धारा 20 के तहत मौद्रिक राहत की हकदार है अब यह मौद्रिक राहत मूल रूप से आवश्यक व्यय की बात करती है जो तत्काल माँगों को पूरा करने के लिए महिला को उपलब्ध कराई जाती है जो शायद वहां है हो सकता है कि चिकित्सा बिलों सामानों के नुकसान आदि के संदर्भ में माँगें वह आवश्यक व्यय जो उसने किया है या यह हो सकता है यह एक महिला को उसके पति से रखरखाव का दावा करने के लिए भी देता है और पूरी प्रक्रिया में अन्य व्यय जो उसने उठाये हैं इसलिए जो भी खर्च जो भी जमा नुकसान हुआ है और वह उन खर्चों या उन व्यय को पूरा करने की स्थिति में नहीं हो सकती है इसमें प्रावधान है कि महिला कानून के तहत आवश्यक मौद्रिक राहत की मांग कर सकती है जिसके तहत वह उन नुकसानों में से अच्छा करने में सक्षम है संदर्भ समय को देखें 0248 इसके अतिरिक्त एक मुआवजा आदेश भी हो सकता है जो महिला द्वारा माँगा जा सकता है और इस तरह का मुआवजा मानसिक और शारीरिक चोटों के लिए है जिसे महिला द्वारा निर्वाह किया गया है यह वास्तविक व्यय से ज्यादा और ऊपर है जिसे पहले बताए गए मौद्रिक आदेश द्वारा प्राप्त किया जा सकता है इसलिए मौद्रिक राहत के अलावा उसे लगी शारीरिक चोटों के लिए आघात जो वह झेल चुकी है तो मुआवजे का एक आदेश हो सकता है जो उसे दिया जा सकता है संदर्भ समय को देखें 0325 अगर उसके बच्चे हैं और वह चाहती है कि बच्चे उसके साथ रहें और उसके संरक्षण में तब वह मजिस्ट्रेट से अधिनियम 2005 की धारा 21 के तहत हिरासत आदेश पूछ सकती है वह बच्चों के लिए अस्थायी निगरानी के आदेश मांग सकती है यह महिला को अपने बच्चों से अलग होने से रोकने के लिए है जो खुद भावनात्मक शोषण और ब्लैकमेल का एक रूप है यह आदेश प्रकृति में अस्थायी है और निगरानी और संरक्षकता पर मौजूदा कानूनों के तहत अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है बच्चों की निगरानी के संबंध में अंतिम निर्णय अदालत द्वारा लिया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए अलग अलग अन्य कानून हैं जो संरक्षकता आदि के कानूनों से संबंधित हैं इसलिए हालांकि यह प्रभावित नहीं होता है यह कानून तत्काल राहत प्रदान करता है इसलिए अगर महिला को परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और परिवार से बाहर निकाल दिया और बच्चों को तो आप जानते हैं परिवार में रखा जाता है और उसे मिलने से रोका जाता है या उसे शामिल होने से रोका जाता है ताकि महिला के साथ दुर्व्यवहार या गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात हो साथ ही बच्चों के लिए भी इसलिए ऐसी स्थिति से निपटने के लिए धारा 21 के तहत प्रावधान है जो मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे हिरासत आदेश पारित किए जाने की बात करता है संदर्भ समय को देखें 0500 धारा 23 के तहत अंतरिम आदेश भी हो सकते हैं जो अदालत द्वारा दिया जा सकता है और अंतिम आदेश पारित होने से पहले अब यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी कार्यवाही के दौरान महिलाएं हानिकारक रूप से प्रभावित नहीं हों और अंतरिम आदेश प्राप्त करने के लिए एक महिला को यह दिखाना होगा कि उसे दूसरे पक्ष से हिंसा या उग्र हिंसा का सामना कर चुकी है या उसे करना पड़ रहा है अब एक पूर्व पक्षीय आदेश का मतलब एक ऐसा आदेश है जो विवाद के लिए दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में पारित किया जाता है इस तरह के आदेश फिर से प्रकृति में अंतरिम हैं और केवल तभी पारित किए जाते हैं जब आवेदन करने वाले व्यक्ति को तत्काल खतरा हो या अन्य व्यक्ति अदालत द्वारा दी गई सूचना के बावजूद अदालत में उपस्थित होने से इनकार कर दे तो इस स्थिति में क्या होता है स्थिति की स्पष्टता के कारण अदालत महिला के पक्ष में एक आदेश देने के लिए आगे बढ़ सकती है यहां तक कि क्योंकि यह आवश्यक है कि तात्कालिक खतरे या तात्कालिक स्थिति या हिंसा की आशंका से निपटने के लिए ऐसे तात्कालिक अंतरिम आदेश दिए जाने हैं या हो सकता है कि दूसरा पक्ष जानबूझकर कार्यवाही में देरी कर रहा हो या जानबूझकर अदालत में पेश न हो इसके बावजूद कि व्यक्ति को नोटिस दिए जा रहे हों तब महिला को उन स्थितियों में पीड़ित नहीं होना चाहिए लेकिन स्थिति के आधार पर अंतरिम आदेश आवश्यक हो सकते हैं और अगर तत्काल मार्गदर्शन होता है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे आदेश पारित किए जा सकते हैं संदर्भ समय को देखें 0649 अब इस संबंध में या पूरी प्रक्रिया में जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जहां हमने देखा है कि विभिन्न अधिकार और आवश्यक राहत या उपाय हैं जो महिला को दिए जा सकते हैं कभी कभी प्रक्रिया महिलाओं के रास्ते में आती है वास्तव में कानून के प्रावधानों का आह्वान कर रही है या न्याय के विधिनियम तक पहुँचने की कोशिश कर रही है उसे यह महँगा लग सकता है उसे बहुत थकाऊ बहुत समय लग सकता है इत्यादि अब यह वही है जिसे घरेलू हिंसा अधिनियम में टाला जाना चाहिए प्रक्रिया को बहुत ही सरल और बहुत ही शीघ्र बनाया गया है मैं क्यों कहता हूं कि शीघ्रता से क्योंकि सभी कार्यवाही का निपटान कार्यवाही शुरू होने के 60 दिनों के भीतर होना है इसलिए यह वास्तव में दो महीने की समय सीमा है जब कोई मामला शुरू किया गया हो या घरेलू हिंसा की शिकायत की गई हो और आदेश पारित किया गया हो या इस मामले का निस्तारण किया गया हो तो यह मजिस्ट्रेट द्वारा साठ दिनों के भीतर किया जाना चाहिए तो यह एक बहुत ही त्वरित उपाय है और यह एक बहुत ही सरल उपाय है क्योंकि कुछ संस्थान या अधिकारी हैं जो अधिनियम के कामकाज की सहायता के लिए बनाए गए हैं इसलिए ऐसे संरक्षण अधिकारी हैं जिन्हें राज्यों द्वारा अधिसूचित किया जाना है प्रत्येक जिले में कई सुरक्षा अधिकारी हैं अब यह सुरक्षा अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है यदि कोई सूचना उनके पास आती है तो यह देखने के लिए कि आवश्यक मदद महिला को दी जाती है और उस संबंध में सभी आवश्यक सहायता देने और मजिस्ट्रेट के समक्ष घरेलू घटना की रिपोर्ट दर्ज करना इसलिए ये संरक्षण अधिकारी मित्र हैं जो घरेलू हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए महिलाओं को आवश्यक मदद और सहायता प्रदान करते हैं इसलिए वे इस मामले को मजिस्ट्रेट के सामने ला सकते हैं घरेलू घटना की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि महिला को आवश्यक राहत दी गई है इसलिए सुरक्षा अधिकारी के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है यह उस मामले के लिए कोई भी हो सकता है महिला सुरक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकती है महिला पुलिस से संपर्क कर सकती है और पुलिस को यह देखने के लिए महिला का आकलन करना आवश्यक है कि उसे उपयुक्त स्थान या सुरक्षा अधिकारी के पास भेजा गया है जो इस संबंध में मदद करेगा या वह सीधे मजिस्ट्रेटों के पास जा सकती है जो घरेलू हिंसा के इन मुद्दों पर गौर करने के हकदार हैं या आश्रय घरों के रूप में सेवा प्रदाता भी हैं जिन्हें इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित किया जाना है और जिन महिलाओं को परिवार में वापस लौटना मुश्किल लगता है या उन्हें लगता है कि वहां खतरे हैं या वहाँ हिंसा है या वहाँ महिला को फेंक दिया गया है और बेघर है उन्हें आश्रय घरों में रखा जा सकता है जिन्हें उस उद्देश्य के लिए बनाया गया है पूरे मामले में मजिस्ट्रेट को परामर्शदाताओं और परिवार कल्याण विशेषज्ञों की सहायता लेनी होगी अब यह कुछ ऐसा है जो महत्वपूर्ण है आप जानते हैं क्योंकि यह घरेलू हिंसा से संबंधित मामला है अथवा पक्ष एक दूसरे से संबंधित हैं पक्षों के बीच एक भावनात्मक बंधन और एक अंतरंग बंधन होता है और यह आवश्यक है कि अगर उन्हें कुछ परामर्श के माध्यम से रखा जाए या यदि विशेषज्ञ हैं जिन्हें प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाता है तो एक बेहतर राहत हो सकती है या एक महिला को दिया बेहतर उपाय इसलिए जैसा कि वह कई बार चाहती है मामला दर्ज करने के बाद भी कई महिलाएं वापस जाना चाहती हैं और एक बार फिर से अपने वैवाहिक संबंधों को जारी रखती हैं यदि इस तरह की रुचि है तो यह देखने के लिए कि क्या परामर्श संभव है और उसे परिवार में वापस रखा जा सकता है और एक सौहार्दपूर्ण संबंध है जो पक्षों के बीच किसी तरह से मौजूद है या अगर उसे कुछ मदद या मनोवैज्ञानिक मदद की आवश्यकता होती है तो इस तरह की मदद उसे दी जाती है इसलिए इसने एक ऐसी प्रणाली बनाने की कोशिश की है जो बहुत ही अनुकूल है और जो महिलाओं के मुद्दों और चिंताओं को दूर करने की कोशिश करती है इसलिए पेचीदा प्रक्रियाएँ जटिल प्रक्रियाएँ जिन्हें हम न्याय प्रणाली में बोलते हैं जो महंगी है जो थकाऊ है जिसमें वकीलों की मदद की आवश्यकता होती है जहाँ पैसा शामिल होता है जिससे महिलाओं के लिए वास्तव में इस प्रणाली तक पहुँच बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है 2005 के अधिनियम के प्रावधानों को हटाकर उसे दूर करने की मांग की गई है इसलिए यह एक बहुत ही अनुकूल प्रक्रिया एक बहुत सहायक प्रक्रिया स्थापित करने की कोशिश करता है और प्रत्येक व्यक्ति जो सुरक्षा अधिकारियों आदि के रूप में बनाया जाता है न्याय प्रदान करने या न्याय पाने की दिशा में अपने तरीके से महिला को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करना चाहिए इसलिए यह घरेलू हिंसा अधिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कदम है जो पिछले एक दशक से भी अधिक समय से चल रहा है और यह पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है और इसने वास्तव में कई महिलाओं की मदद की है अदालतों में नहीं ले जाना पड़ा आपराधिक कानून के लिए अगर वे नहीं करना चाहते थे लेकिन अधिनियम के तहत आवश्यक राहत और उपचार स्वयं ही मिल गयी संदर्भ स्लाइड समय 1336 अब एक बार जब हमने घरेलू हिंसा के मुद्दे को समझ लिया है समस्याओं में से एक जो घर के भीतर महिलाओं का सामना करती है उनके बाद से यह विशेष मॉड्यूल घरेलू हिंसा के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने की कोशिश करता है चाहे वह परिवार के भीतर हो या उससे परे हम अगले कुछ अपराधों पर गौर करते हैं जिन्हें देश के आपराधिक कानून में रखा गया है जिसे हम भारतीय दंड संहिता IPC1860 कहते हैं कुछ विशिष्ट अपराध जो महिलाओं के लिए किए गए हैं और उन अपराधों को मैंने दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है एक जो जीवन और एक महिला की गरिमा के खिलाफ है ये अपराध अनिवार्य रूप से लिंग विशेष के अपराध हैं जहां महिलाएं पीड़ित हैं क्योंकि यह नीचे के तहत लगाया गया है जहां महिलाएं पीड़ित हैं और यह आमतौर पर दंड संहिता में सूचीबद्ध मानव शरीर के खिलाफ उनके अपराध द्वारा अनिवार्य रूप से व्यक्ति के जीवन और गरिमा को प्रभावित करता है लेकिन यह अपराध किसी व्यक्ति के शरीर के खिलाफ शारीरिक स्तर पर हमले के संदर्भ में शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं हैं बल्कि यह बहुत अधिक है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की गरिमा और अखंडता को प्रभावित करता है या पीड़ा देता है इसलिए वर्गीकरण या जीवन और गरिमा के खिलाफ अपराध के रूप में और कई अपराध हैं जो बलात्कार की इस श्रेणी में आते हैं शीलता का अपमान एसिड फेंकना यौन उत्पीड़न पीछा करना यात्रा करना अभद्रता एक महिला का वस्त्र उतारना ये विभिन्न अपराध हैं जो भारतीय दंड संहिता में शामिल हैं एसिड फेंकने वाले को साधारण उद्देश्य के लिए लाल रंग में सूचीबद्ध किया गया है कि यह कल्पना की गई है जब भारतीय दंड संहिता में निर्धारित और परिभाषित किया गया है एक लिंग विशेष अपराध नहीं है लेकिन एक लिंग तटस्थ अपराध जो भी एसिड आदि का उपयोग दूसरे पर नष्ट करने के लिए करता है एक दुखद चोट जो अपराध के लिए उत्तरदायी है ऐसा नहीं है यहाँ लिंग भेद के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया है जैसा कि पीड़ित के पुरुष या महिला होने के संबंध में संभव है हालाँकि यदि आप समाज में होने वाले कई उदाहरणों को देखते हैं तो इन स्थितियों में अधिकांश लड़कियां और महिलाएं हैं जो इस तरह के एसिड फेंकने का शिकार हो जाते हैं और इसलिए कहीं न कहीं इसे लिंग हिंसा का एक रूप माना जा सकता है और इसलिए इसे ऐसे कामों की सूची में डाल दिया गया है अब कुछ अन्य अपराध जो हमारे पास हैं कहीं न कहीं पहले से ही चर्चा करने की कोशिश की जा रही है वे अपराध हैं जो वैवाहिक संबंधों में होते हैं इस प्रकार भारतीय दंड संहिता में जिनका उल्लेख किया गया है उनमें विवाह में क्रूरता जिसे हमने धारा 498 ए के संदर्भ में कहा है कि जब महिलाएं घरेलू घर या घरेलू गृहस्थी में होती हैं तो वह पति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होती है पति के रिश्तेदार कभी कभी महिला की आत्महत्या के लिए अग्रणी होते हैं और धारा 498 ए द्वारा इसका ध्यान रखा जाता है और कभी कभी यह क्रूर रूप भी लेता है जिसे दहेज मृत्यु के रूप में संदर्भित किया जाता है एक अपराध के रूप में जो भारत के लिए अजीब है दहेज प्रथा को देखते हुए जहाँ युवा महिलाओं को जलाया जाता है या उस तरीके से हत्या कर दी जाती है जो परिवार के लिए उस विवाहित महिला से छुटकारा पाने का मार्ग प्रशस्त करता है और शायद फिर से उस व्यक्ति की एक और शादी कर दी जाये जिससे अधिक दहेज प्राप्त किया जा सकता है इसलिए यह अनिवार्य रूप से है जब कोई मौत होती है दहेज की माँगों के कारण दहेज की माँगों से संबंधित है और एक व्यक्ति की मृत्यु के लिए प्रमुख कारण है जहां धारा 304 बी एक विशिष्ट प्रकार का दहेज मृत्यु का अपराध बनाता है इसलिए ये कुछ ऐसे अपराध हैं जिन्हें भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के विरुद्ध सूचीबद्ध किया गया है और आम तौर पर हम इन अपराधों के कुछ रूपों को देखने की कोशिश करेंगे संरक्षण को समझने के लिए जो उन्हें दिया जाता है संदर्भ समय को देखें 1845 अब इससे पहले कि हम परिभाषा जारी रखें यह आपके सामने लाने के लिए है तथ्य यह है कि ये अपराध जब इसने राष्ट्र के दंडात्मक कार्य पुस्तिका में अपनी शैली बना ली है अभी की बात नहीं लेकिन ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की वजह से ये कभी भी सुरक्षित नहीं थे प्रावधान और उनका अंतर्निहित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना नहीं था कि महिलाओं का बचाव करना हो या महिलाओं की सुरक्षा हो या महिलाओं की गरिमा बनी रहे लेकिन जैसा कि सुसान ब्राउन मिलर ने कहा है कि यह महिलाएं थीं जहां पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक थीं न कि स्वतंत्र प्राणी बलात्कार को महिला सहमति या इनकार के मामले के रूप में नहीं देखा जा सकता है बलात्कार ने पिछले दरवाजे के माध्यम से कानून में प्रवेश किया जैसे कि यह आदमी के खिलाफ संपत्ति का अपराध था महिला की संपत्ति को संपत्ति के रूप में देखा गया था इसलिए संपूर्ण अवधारणा या वह जो तर्क देती है जैसा कि हमने विकसित किया है वह कम है और अनुसूची प्रावधान हैं जो कभी भी महिलाओं के कारण की रक्षा करने के लिए नहीं आए बल्कि पुरुष के खिलाफ पुरुष की संपत्ति की रक्षा के लिए आए इसलिए महिलाएं केवल पुरुषों के स्वामित्व वाली या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक थीं वे संपत्ति से बेहतर कुछ नहीं थे जो पुरुषों के स्वामित्व में थे और यह महत्वपूर्ण था कि अन्य पुरुषों को उस आदमी की संपत्ति के साथ हस्तक्षेप करने से रोक दिया जाए तो यह प्रारंभिक विचार था जो इन विशेष अपराधों के निर्माण में चला गया लेकिन जैसा कि मैंने हमने कहा है कि महिलाओं और उसकी शारीरिक अखंडता की रक्षा के लिए नहीं बल्कि पुरुष शरीर पर पुरुष के नियंत्रण और प्रभुत्व की रक्षा के लिए बनाए गए कानून थे यही वह जगह है जहाँ पितृसत्ता स्मृतिपत्र पर अपना प्रभाव अपना अस्तित्व दिखाती है जहाँ महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व और वर्चस्व है जहाँ स्थापित होने की माँग की जाती है और जहाँ पर जोर दिए जाने की माँग की जाती है हालाँकि यहां तक कि भारतीय दंड संहिता बनाना भी विशेष रूप से महिलाओं के विषय में स्पष्ट रूप से तब समाज में प्रचलित नैतिकता की धारणा और महिलाओं की माध्यमिक स्थिति इंगित करता है यदि कोई कानूनों के विभिन्न प्रावधानों में गहराई तक जाता है और जो विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित है उदाहरण के रूप में जो मैंने पहले ही उल्लेख किया है घरेलू हिंसा की बात करते हुए वैवाहिक बलात्कार की छूट जहां एक पति को किसी भी दंड से छूट दी गई है के लिए गहराई से जाता है कि अपनी पत्नी के साथ बलात्कार या जबरन शारीरिक संबंध बनाना यह कहीं न कहीं महिलाओं की माध्यमिक स्थिति दर्शाता है या कहीं ना कहीं रिश्ता महत्वपूर्ण हो जाता है तथ्य यह है कि आदमी पति है तो महत्वपूर्ण हो जाता है और पति होने के नाते आदमी श्रेष्ठ है और अपनी पत्नी पर नियंत्रण और प्रभुत्व कानून के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और यही वह जगह है जहां भारतीय दंड संहिता का निर्माण होता है और यह एक है 1860 का दस्तावेज जो हमें उपनिवेशी आचार्यों द्वारा दिया गया है कई अवसरों में नैतिकता की मौजूदा धारणाओं को दर्शाता है जिसे हम नैतिकता की विक्टोरियन धारणाओं के रूप में कहते हैं जहां एक महिला की शुद्धता उसके उपहार अधिकार और समाज में महिलाओं की परिणामी स्थिति है हालाँकि कुछ समय के बाद कुछ संशोधन किए गए हैं जिनमें एक या दूसरे कानूनों को शामिल किया गया है नए अपराधों पर काम किया गया है साथ ही साथ न्यायिक व्याख्याओं के विभिन्न रूपों के साथ जो अपराधों शब्दों की परिभाषा और समय समय पर उनके आवेदन में चले गए हैं और इसमें एक परिवर्तन हुआ है जिसे देखा गया है इसलिए जब हम कानून का विकास कहते हैं जहां यह शुरू हुआ यह एक सही भावना और सही तरीके से शुरू नहीं हुआ इस अर्थ में कि यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों के लिए नहीं था लेकिन संपत्ति के रूप में महिलाओं पर पुरुषों के हितों की सुरक्षा के लिए कानून लेकिन जैसा कि हम पिछले कुछ दशकों में आगे बढ़े हैं और शायद दुनिया के अन्य स्थानों में भी अब क्या है यह यूके यूएस आदि के कानूनों में दिखता है यह कहना सही नहीं होगा कहने के लिए यह धारणा अभी भी प्रमुख है लेकिन एक आंदोलन हुआ है और एक विकास हुआ है भारत के लिए भी यही सत्य है जिसमें संपूर्णता विशेषता महिला के व्यक्ति को महत्व दिया गया है और आप जानते हैं उसके व्यक्तित्व उसके अस्तित्व को पहचाना गया है और वह एक विशेष है और कानून द्वारा एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उसे संरक्षित करने की आवश्यकता है सुरक्षित रखने की जरूरत है जिसे अच्छी तरह से स्थापित किया गया है इसलिए ऐसे कई न्यायिक फैसले हुए हैं जो उम्र के साथ या वर्षों में आए हैं जिसने इस तथ्य पर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जोर देने के लिए लगातार प्रयास किया है और इसके अलावा अगर हम 2013 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम को देखते हैं तो हम पाएंगे कि अपराधों के विभिन्न रूप हैं जिन्हें कानूनों में लाया गया है और इन अपराधों के कारण अपराध यौन उत्पीड़न आदि ने बढ़ती समस्याओं हिंसा के नए रूपों जो महिलाओं को प्रभावित कर रहे हैं की देखभाल करने की कोशिश की है इसी तरह 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी कानून हैं 2008 में और संशोधन किए गए हैं जिसमें कई उल्लंघनों का ध्यान रखा गया है जो साइबर स्पेस में होते हैं शायद बदमाशी मानहानि घूरना आदि जिसमें पूरी तरह से अलग रूप लिया जाता है इसलिए समय की अवधि में निश्चित रूप से परिप्रेक्ष्य में बदलाव आया है जो वहां रहा है और जहां शुरुआत में यह कुछ अलग था एक अर्थ में महिलाओं की हीनता पर जोर देना आज ऐसा कहना गलत हो सकता है और यह वास्तव में ऐसी स्थिति में चला गया है जहां महिलाओं के हितों की रक्षा करना सार्थक और महत्वपूर्ण है और यही कानून ने करने की कोशिश की है अब ऐसा कहते हुए हम अगले व्याख्यान में बलात्कार के अपराध के नए रूपों और अपराध के नए रूपों को देखेंगे जो कि शामिल हैं आप जानते हैं इसके कुछ प्रक्रियात्मक पहलुओं और फिर महिलाओं की सुरक्षा में गैर सरकारी संगठनों नागरिक संस्था आदि की भूमिका और फिर कानून के तहत दिए गए संरक्षण के लिए आगे बढ़ते हैं